अब हम एसडीएन के पहले भाग में जंहा थे वंहा से अपनी चर्चाएँ जारी रखते हैं इसलिए अब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के दूसरे व्याख्यान के दूसरे भाग में हैं इसलिए हमने पहले ही बात की है कि हमने नियम प्लेसमेंट समस्या को समझा है और नियम प्लेसमेंट और TCAM TCAM मेमोरी के आसपास के विभिन्न मुद्दे क्या हैं यह सीमाएं हैं और नियम कैसे बनाए जा सकते हैं और इन स्विच के अलग अलग फ्लो टेबल ओं में स्विच पर ये नियम कितने समय तक बनाए रखने वाले हैं इसलिए दूसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कंट्रोलर प्लेसमेंट समस्या और यह हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए हमारे पास SDN के पहले भाग में पहले से ही एक रिकैप है हम SDN के पीछे की मूल अवधारणा SDN के आर्किटेक्चर नियम प्लेसमेंट की समस्या और TCAM की सीमाएं सीमित मेमोरी TCAM मेमोरी और देरी के बीच ट्रेडऑफ को समझ चुके हैं और हमने ओपन फ्लो प्रोटोकॉल और फ्लो नियम को भी समझा है और ओपन फ्लो प्रोटोकॉल में गणित के नियम गणित के क्षेत्र इसलिए SDN डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बीच में हमारे पास एक API और कंट्रोल प्लेन और एप्लीकेशन प्लेन के बीच एक और API है तो पहले वाला इसका मतलब है कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बीच और इसका मतलब है हमारे पास जो बुनियादी ढांचा है वह साउथबाउंड API है और ओपन फ्लो प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जो नार्थबाउंड API के लिए साउथबाउंड API कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है इस नार्थबाउंड API का उपयोग कंट्रोल लेयर और एप्लिकेशन लेयर के बीच संचार करने के लिए किया जाता है ये 2 प्लेन कंट्रोल प्लेन और एप्लीकेशन प्लेन हैं और इन सभी मौजूदा मानक API का उपयोग किया जाता है जो अभी भी नार्थबाउंड API में उपयोग किया जा सकता है एक अन्य प्रकार की API की अवधारणा भी है जिसे ईस्ट वेस्टबाउंड API कहा जाता है और जब हम कंट्रोल लेयर में एक कंट्रोलर नहीं बल्कि कई कंट्रोलर्स के बारे में बात कर रहे हैं तब यह कॉन्सेप्ट यह टर्मिनोलॉजी सामने आती है इसलिए कंट्रोलर मूल रूप से आवेदन विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार फ्लो नियम को परिभाषित करते हैं तो मूल रूप से आप जानते हैं कि SDN में यहाँ क्या हो रहा है कंट्रोल लॉजिक मूल रूप से है जिसे आप जानते हैं कि कंट्रोल प्लेन द्वारा ध्यान रखा गया है तो आप जानते हैं कि कंट्रोल लॉजिक को अलग किया जाता है और परिणामस्वरूप कंट्रोलर जानता है कि किसी विशेष फ्लो के साथ क्या किया जाना है और कंट्रोलर मूल रूप से नेटवर्क में समग्र फ्लो को नियंत्रित करता है और इनमें से प्रत्येक स्विच जो वे करने जा रहे हैं वह कंट्रोलर द्वारा किया जाता है तो अब वापस जा रहे हैं कंट्रोलर आवेदन विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार फ्लो नियम को परिभाषित करते हैं कंट्रोलर को स्विच से आने वाले इन सभी अनुरोधों को संभालने में सक्षम होना चाहिए और नियमों को बहुत विलंब के बिना रखा जाना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है आमतौर पर नियमों में नियमों का स्थान यदि यह पहले से ही किसी स्विच के फ्लो टेबल में पहले से मौजूद नहीं है जैसा कि हमने पहले देखा है तो लगभग 3 से 5 मिली सेकेंड लगते हैं लेकिन आप जानते हैं कि इसे कम से कम करना होगा क्योंकि अन्यथा क्या होने वाला है क्या होता है क्या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नियंत्रण ओवरहेड होगा और यह होना चाहिए क्योंकि कंट्रोलर को अलग किया जा रहा है कंट्रोल लॉजिक को कंट्रोलर से अलग कर दिया जाता है हम नहीं चाहते हैं कि एक नियंत्रण विलंब बहुत अधिक हो ऐसा होता है कि निश्चित रूप से हम इस विलंब से बच नहीं सकते लेकिन हमें इस विशेष विलंब को कम करना होगा इसलिए आम तौर पर एक कंट्रोलर एक सेकंड में लगभग 2 सौ अनुरोधों को संभाल सकता है और यह केवल सिंगल थ्रेडेड एप्लिकेशन चीज़ के लिए लागू होता है तो कंट्रोलर जो समान थ्रेड को लागू कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में कंट्रोलर में मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन भी संभव हैं कंट्रोलर तार्किक रूप से स्विच से जुड़े होते हैं एक होप दूरी में यह सिर्फ एक तार्किक कनेक्शन है तो स्विच को लगता है कि कंट्रोलर उससे सिर्फ एक hop दूर है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है वास्तव में आप शारीरिक रूप से जानते हैं जब हम कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं और स्विच कई होप दूर हो सकता है और आमतौर पर वे कई होप दूर होते हैं इसलिए यदि हमारे पास एक बड़े नेटवर्क के लिए कम संख्या में नियंत्रक हैं तो नेटवर्क को संदेश में इन पैकेटों पर कंट्रोल पैकेट के साथ कंजेस्ट किया जा सकता है और इसलिए यदि हम इस कंट्रोलर प्लेसमेंट को देखें तो अलग अलग आर्किटेक्चर हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हम कंट्रोलर को कैसे और कहां प्लेस करने जा रहे हैं तो एक आर्किटेक्चर मूल आर्किटेक्चर को फ्लैट आर्किटेक्चर कहा जाता है और यहां मूल रूप से स्विच और कंट्रोलर वे तार्किक रूप से एक हॉप दूर हैं स्विच संदेश में एक पैकेट भेजता है यदि स्विच में पहले से ही यह फ्लो नियम नहीं है विशेष फ्लो जो इसे प्राप्त हुआ है तो यह कंट्रोलर को संदेश में एक पैकेट भेजेगा और कंट्रोलर उस विशेष के अनुरूप फ्लो नियम को वापस भेजने वाला है इसका मतलब यह है कि यह कैसे होता है स्विच कैसे इसको ट्रीट करने जा रहा है आप जानते हैं कि विशेष निर्देश कंट्रोलर द्वारा भेजा जाने वाला है कंट्रोलर यह जानता है कि कंट्रोलर जानता है अलग अलग फ्लो कैसे अलग अलग पैकेट को संभालने जा रहे हैं यह इस विशेष टेक्नोलॉजी SDN टेक्नोलॉजी में धारणा है तो यह फ्लैट आर्किटेक्चर है तो हमारे पास अलग अलग अन्य आर्किटेक्चर हो सकते हैं यह श्रेणीबद्ध या ट्री का आर्किटेक्चर है और इन्हें मुझे और विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारे पास ये अलग अलग स्विच हैं और श्रेणीबद्ध फॉर्म में उन्हें कंट्रोलर के भीतर रखा गया है और एक ट्री फैशन में इन विभिन्न स्विच से जुड़ा हुआ है हमारे पास संदेश में यह पैकेट है और इनमें से प्रत्येक कनेक्टिविटी के लिए वापस आने वाला फ्लो नियम है फिर हमारे पास रिंग आर्किटेक्चर है रिंग आर्किटेक्चर में हमारे पास एक समान प्रकार की चीज है लेकिन हमें रिंग आर्किटेक्चर में ध्यान रखना होगा तो मूल रूप से इन कंट्रोलर को एक रिंग फैशन में रखा जाता है हमारे पास कई कंट्रोलर हैं इन कंट्रोलर को एक रिंग फैशन में रखा जाता है लेकिन एक विशेष स्विच इस संस्करण में केवल एक कंट्रोलर से जुड़ा है इसलिए जब पैकेट इन अनुरोध को भेजना होता है तो यह 'पैकेट इन' अनुरोध केवल एक कंट्रोलर को भेजा जाएगा न कि इसे किसी अन्य कंट्रोलर को रिंग में भेजा जा सकता है इसे एक ही कंट्रोलर को भेजा जाएगा और फ्लो नियम को इस विशेष स्विच में भेजा जा रहा है जिसने नियम का अनुरोध किया है और फिर हमारे पास मेश आर्किटेक्चर मेश है क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वसनीयता बढ़ जाती है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास 2 अलग अलग स्विच हैं जो एक ही कंट्रोलर से जुड़े हो सकते हैं तो अगर यह एक डाउन हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है और इसी तरह तो यह मूल रूप से फाल्ट टॉलरेंस बढ़ाता है और मेश आर्किटेक्चर की विश्वसनीयता में सुधार करता है अब यह नियंत्रण इस नियंत्रण को कैसे किया जा रहा है नियंत्रण निर्णय कैसे किए जा रहे हैं 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं एक वितरित किया जाता है दूसरा एक केंद्रीकृत है वितरित में नियंत्रण डिवीजनों को वितरित तरीके से लिया जा सकता है उदाहरण के लिए प्रत्येक उप नेटवर्क को एक अलग कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और केंद्रीकृत तंत्र में नियंत्रण निर्णयों को एक केंद्रीकृत तरीके से लिया जाता है उदाहरण के लिए एक नेटवर्क एकल कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इस तरह के मामले में यह एक केंद्रीकृत नियंत्रण है और विभिन्न उप नेटवर्कों में विभाजित होने के लिए एक कंट्रोलर होता है जिससे इसका समाधान वितरित किया जाएगा बैकअप कंट्रोलर की एक अवधारणा भी है इसलिए यदि प्राथमिक कंट्रोलर डाउन है तो बैकअप कंट्रोलर उसकी जगह ले लेता है तो बैकअप कंट्रोलर में मुख्य कंट्रोलर की प्रतिकृति होती है और यदि मुख्य कंट्रोलर डाउन है तो बैकअप कंट्रोलर नेटवर्क को निर्बाध नेटवर्क प्रबंधन करने के लिए नियंत्रित करता है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात SDN में सच है एक नेटवर्क में सुरक्षा का स्तर बढ़ा सकता है और इसमें विशेष रूप से हम फ़ायरवॉल प्रॉक्सी http वगैरह वगैरह और आईडीएस की मदद ले रहे हैं और इनसे इस तकनीक के संबंध में सुरक्षा में सुधार हो सकता है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां SDN के साथ सुरक्षा को बेहतर बनाने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक संक्षिप्त विवरण है यह एक पेपर है जिसे हाल ही में 2013 में SIGCOMM में प्रकाशित किया गया था इसका मतलब है जो नीति प्रवर्तन के लिए सरलीकृत प्रोटोकॉल की बात कर रहा है तो यह क्या करता है तो आप जानते हैं आइए हम इस विशेष फिगर को देखें तो यह एक विशेष डेटा प्लेन अस्पष्टता का एक उदाहरण है इस विशेष टोपोलॉजी में इस श्रृंखला फ़ायरवॉल IDS प्रॉक्सी को नीति श्रृंखला को लागू करने के लिए और निर्देशों के फ्लो का क्रम इस तरह है तो यह http से है जब एक http अनुरोध आता है तो इसे एक स्विच से दूसरे स्विच पर भेजा जाता है यह विशेष स्विच तब IDS पर जाता है वापस आता है प्रॉक्सी और अग्रेषण और फ़ायरवॉल पर जाता है और फिर अंत में इस विशेष स्विच में और फिर अंत में नेटवर्क से बाहर तो यह कैसे है आप जानते हैं SDN का उपयोग करके सुरक्षा को लागू और बढ़ाया जाता है इसलिए हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता था कि एसडीएन की मदद से सुरक्षा को वास्तव में बेहतर बनाया जा सकता है और हम इस विशेष मुद्दे पर आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं हम कहते हैं कि हमने SDN लागू कर दिया है या हम SDN लागू करना चाहते हैं तो इसलिए चीजों में से एक यह है कि हमें प्रयोग करना है हमें प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है तो प्रयोग सिमुलेटर की मदद से किया जा सकता है या उन्हें एमुलेटर में एमुलेटर की मदद से किया जा सकता है मूल रूप से ऐसा होता है कि यह सिमुलेटर से थोड़ा अलग होता है तो यहां वास्तविक एमुलेटर को वास्तविक नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है जहां वास्तविक ट्रैफिक इस एमुलेटर के माध्यम से फ्लो कर सकता है और डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है इन एमुलेटर का उपयोग करके नेटवर्क के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सकता है दूसरी ओर सिमुलेटर मूल रूप से पूरे पैकेट फ्लो नेटवर्क नोड्स सब कुछ सिम्युलेटेड है इसलिए ये सिमुलेटर या एमुलेटर कुछ अलग अलग चीजों का ध्यान रखते हैं एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट और इसे ओपन फ्लो के साथ समर्थित किया जाना चाहिए और कंट्रोलर प्लेसमेंट को ओपन फ्लो का समर्थन करना चाहिए जो एक कंट्रोलर या स्थानीय कंट्रोलर हो सकता है और रिमोट में हो सकता है मूल रूप से कंट्रोलर को एक रिमोट स्थान पर स्थित किया जा सकता है और IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का उपयोग करके संचार किया जाता है एक स्थानीय कंट्रोलर मूल रूप से आपको पता है कि सब कुछ स्थानीय कंट्रोलर खुद ही स्थानीय है और आपको पता है कि स्थानीय स्तर पर स्विच के लिए इसकी देखभाल करता है मिनिनेट सॉफ्टवेयर बहुत मिनिनेट सिम्युलेटर है और यह एक एमुलेटर भी है तो यह बहुत उपयोगी है इसका उपयोग ओपन फ्लो सक्षम स्विच के साथ एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है जो कि पायथन पर चलता है और रिमोट कंट्रोल और स्थानीय कंट्रोलर दोनों का समर्थन करता है और स्थानीय कंट्रोलर मिनिनेट द्वारा समर्थित हैं कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन सॉफ़्टवेयर हैं उदाहरण के लिए Pox Nox Floodlight open daylight और ONOS विशेष रूप से open daylight और ONOS सबसे लोकप्रिय हैं जो कि कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए इसके साथ हम SDN पर व्याख्यान के लगभग अंत में आते हैं और हमने SDN की मूल बातें समझ ली हैं कि SDN के पीछे क्या प्रेरणा है कि हम डेटा लॉजिक डेटा प्लेन से कंट्रोल लॉजिक को अलग क्यों करना चाहते हैं जो कार्यों का ध्यान रखता है जैसे नेटवर्क को कुशल बनाने के लिए वगैरह को आगे बढ़ाना लेकिन साथ ही साथ एक अदला बदली है और हमने देखा है कि अधिक संख्या में नियंत्रण पैकेट नेटवर्क के माध्यम से फ्लो होने वाले हैं लेकिन हम उस कंट्रोल लॉजिक को कम से कम करना चाहते हैं और यह वह जगह है जहां वर्तमान में बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं और हमने यह भी देखा है कि एसडीएन का प्रदर्शन मूल रूप से 2 विशेष मुद्दों पर निर्भर करता है जो नियम प्लेसमेंट और नेटवर्क में कंट्रोलर प्लेसमेंट नियंत्रण संदेश ओवरहेड जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था कि पैकेटों की अतिरिक्त संख्या के कारण वृद्धि होगी संदेशों में पैकेट स्विच से कंट्रोलर तक जा रहा है और नेटवर्क के वैश्विक दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए SDN का उपयोग करके बनाया जाने वाला एक एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन होना आवश्यक है इसलिए हमें SDN का उपयोग करते हुए एक एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता है इसके साथ हम SDN व्याख्यान के अंत में आते हैं और इसलिए हम अगले एक और व्याख्यान में जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह यह है कि IoT को कुशल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स को कुशल बनाने के लिए IoT में SDN का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो हमें इसे समझने के लिए अगले व्याख्यान की प्रतीक्षा करनी होगी धन्यवाद